आर का उपयोग करते हुए एमसीडीएम तकनीक पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है इसलिए पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने टॉपसिस पर अपनी चर्चा पूरी की आज के व्याख्यान में हम अपनी चर्चा एक अन्य तकनीक पर शुरू करने जा रहे हैं जिसे विकोर कहा जाता है यह तकनीक भी प्रक्रिया की दृष्टि से काफी हद तक टॉपसिस के समान है आइए अपनी चर्चा शुरू करते हैं आप नीचे दी गई स्लाइड में देख सकते हैं कि विकोर का क्या मतलब है विकोर के पीछे का मुख्य विचार काफी कुछ वैसा ही है जैसा हमने टॉपसिस में चर्चा की थी विकोर और टॉपसिस दोनों को समझौता रैंकिंग पद्धति के रूप में वर्गीकृत किया गया है टॉपसिस पर पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी कि टॉपसिस को भी दूरी आधारित या संदर्भ आधारित दृष्टिकोणों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है इसी तरह VIKOR को दूरी आधारित पद्धति के साथ साथ संदर्भ आधारित दृष्टिकोण के तहत भी वर्गीकृत किया जा सकता है जैसा कि हमने बात की साथ ही विकोर को एक समझौता रैंकिंग पद्धति के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है इससे हमारा वास्तव में क्या तात्पर्य है समझौता समाधान एक व्यवहार्य समाधान है जो आदर्श बिंदु के सबसे निकट है अगर आपको याद हो तो टॉपसिस में हम एक ऐसे समाधान की तलाश में थे जो आदर्श बिंदु से सबसे कम दूरी और आदर्श विरोधी बिंदु से सबसे दूर हो इसी तरह विकोर में भी हम एक ऐसे समाधान की तलाश में हैं जो आदर्श बिंदु के सबसे करीब हो यहां प्रयुक्त समझौता शब्द का अर्थ है आपसी रियायतों द्वारा स्थापित एक समझौते पर पहुंचना आमतौर पर विकोर का उपयोग जटिल प्रणालियों के बहु मानदंड अनुकूलन के लिए किया जाता है इसलिए एक बार जब हम अपना विकोर मॉडलिंग करते हैं तो हमें दिए गए वज़न के साथ प्राप्त समझौता समाधानों की वरीयता स्थिरता के लिए समझौता रैंकिंग सूची समझौता समाधान और वजन स्थिरता अंतराल मिलते हैं तो यह वज़न के संबंध में समाधान का संवेदनशीलता विश्लेषण करने जैसा है यदि आप अपने मानदंड भार में कुछ परिवर्तन करते हैं तो समझौता रैंकिंग सूची या समझौता समाधान भी बदल सकता है उस भाग को विकोर में भी आसानी से निर्धारित किया जा सकता है वजन स्थिरता अंतराल से हमारा मतलब है मानदंड भार की सीमा जहां एक विशेष समझौता रैंकिंग सूची या समझौता समाधान समान रहने वाला है तो उस सीमा के भीतर एक विशेष समाधान या एक विशेष रैंकिंग सूची मान्य है यदि आप उस विशेष श्रेणी के बाहर मानदंड वजन को थोड़ा बदलते हैं तो सूची और समाधान बदल सकते हैं तो वजन स्थिरता अंतराल से इसका यही अर्थ है हम इसे विकोर में भी प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तव में दिए गए वज़न के साथ प्राप्त समझौता समाधान की वरीयता स्थिरता का संकेत दे रहा है अगला बिंदु बहु मानदंड रैंकिंग सूचकांक का परिचय है टॉपसिस की तरह यहाँ भी हमें आदर्श समाधान के साथ निकटता के एक विशेष माप के आधार पर एक रेटिंग इंडेक्स मिलता है टॉपसिस में भी हमने निकटता अनुपात के बारे में चर्चा की थी जिसका उपयोग अंततः आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदुओं से निकटता को निर्धारित करने के लिए किया गया था इसी तरह यहां भी हम एक विशेष उपाय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका उपयोग आदर्श समाधान की निकटता को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा आइए अब चर्चा करें कि यह विशेष उपाय कैसे तैयार किया जाता है जैसा कि नीचे की स्लाइड में दिया गया है समझौता रैंकिंग के लिए बहु मापदंड माप जो कि विकोर में प्राप्त किया गया है Lp metricसे विकसित किया गया है टॉपसिस के लिए मीट्रिक विकसित करने में भी इसी मीट्रिक का उपयोग किया जाता है लेकिन इस विशेष व्याख्यान में हम इसके बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए एलपी मीट्रिक आमतौर पर एक समझौता प्रोग्रामिंग पद्धति में एक समग्र कार्य के रूप में उपयोग किया जाता है इस विशेष मीट्रिक एलपी के को कैसे परिभाषित किया जाता है इसे ऊपर की स्लाइड में देखा जा सकता है इस व्यंजक में j 1 से m तक के मानदंड के लिए है wj का अर्थ मापदंड भार है जहां k 1 से n तक के विकल्पों के लिए है इसलिए यदि हम इस अभिव्यक्ति को देखें तो यह एक न्यूनतम प्रकार का सामान्यीकरण जैसा दिखता है चूंकि इस व्यंजक में भार है इसलिए यह मिनमैक्स प्रकार के सूत्रीकरण के भारित सामान्यीकरण जैसा दिखता है विकोर में Lp metric के दो रूप हैं और अब हम उन दो रूपों के बारे में बात करेंगे इसलिए जैसा कि चर्चा की गई है इस व्यंजक में जिसके बारे में हमने बात की k का अर्थ 1 से n तक के विकल्प हैं और j का अर्थ 1 से m तक के मानदंड हैं इसके अलावा fkj यह jth मानदंड के संबंध में kth विकल्प का रेटिंग स्कोर है टॉपसिस के पिछले व्याख्यानों में हमने इस बारे में बात की थी कि हमें प्रदर्शन तालिका और विभिन्न मानदंडों के संबंध में विभिन्न विकल्पों के प्रदर्शन स्कोर प्राप्त करने होंगे इसी तरह यहां भी हमारे पास ये स्कोर होने चाहिए जहां fkj jth मानदंड के संबंध में kth विकल्प के रेटिंग स्कोर को दर्शाता है इसलिए यदि हम पिछली गणितीय अभिव्यक्ति पर वापस जाते हैं तो यह समग्र अनुपात जो हमारे पास है यहां तारांकन को सर्वोत्तम माना जाता है और मानदंड j के संबंध में ऋण को सबसे खराब रेटिंग स्कोर माना जाता है इसलिए यदि आप पिछले समीकरण पर वापस जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अधिकतम मान और fkj मान के बीच का अंतर अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच के अंतर से विभाजित हो जाता है तो यही कारण है कि यह मैक्समिन प्रकार के सामान्यीकरण जैसा दिखता है अब आइए चर्चा करें कि विकोर विधि के लिए पैरामीटर p के कौन से मान वास्तव में लिए गए हैं पहला है L1k जहां p 1 के बराबर है और L∞k जहां p अनंत के बराबर है इन्हें वास्तव में रैंकिंग माप तैयार करने के लिए सीमा उपायों के रूप में उपयोग किया जाता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि L1k को भी Sk से और L∞k को Rk से प्रदर्शित किया जाता है तो ये दो उपाय Sk और Rk विकोर चरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं जब हम इन दो मापों को परिभाषित करने के लिए एक और अनंत के मान लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि व्यंजक कैसे होंगे तो Sk कुछ इस तरह होगा यहाँ उपरोक्त व्यंजक में हम Sk का योग ले रहे हैं जहाँ k का अर्थ विकल्पों से है तो सभी विकल्पों के लिए हम इस राशि की गणना करने जा रहे हैं जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि यह भारित सामान्यीकृत स्कोर प्रकार की अभिव्यक्ति है और मानदंड से अधिक है यह भारित योग वास्तव में सभी विकल्पों के लिए व्यक्तिगत रूप से लिया जा रहा है और इसे माप Sk द्वारा दर्शाया गया है फिर हमारे पास Rk यहाँ हम केवल उस अधिकतम मान की गणना करने का प्रयास कर रहे हैं जो j के संबंध में है मूल रूप से हमारे पास जो भी मानदंड हो सकते हैं उनमें से हम अधिकतम मूल्य का पता लगाने जा रहे हैं और इसे एक अन्य माप Rk के रूप में परिभाषित किया जा रहा है तो मैं आपको Lp मीट्रिक व्यंजक पर वापस ले चलता हूं एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह अभिव्यक्ति वास्तव में क्या दर्शाती है यहां एलपी मेट्रिक वास्तव में आदर्श समाधान के लिए वैकल्पिक एके की दूरी का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो यह पूरा फॉर्म्युलेशन एक तरह से डिस्टेंस मेट्रिक है मेरा यही मतलब था जब इस व्याख्यान की शुरुआत में यह उल्लेख किया गया था कि विकोर को दूरी आधारित पद्धति के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है तो यहाँ हम जिस Lp मीट्रिक का उपयोग कर रहे हैं वह भी आदर्श समाधान के लिए वैकल्पिक k ak की दूरी का एक प्रकार का प्रतिनिधित्व है अब वही प्रतिनिधित्व यहाँ Skऔर Rk के लिए उपयोग किया जा रहा है आइए आगे बढ़ते हैं यदि हम मिंकस्क का उपयोग करके एक विकोर समाधान प्राप्त करते हैं जिसका अर्थ है कि विभिन्न विकल्पों के लिए सभी S मानों के लिए हम न्यूनतम S मान निर्धारित करते हैं और पाते हैं यह वास्तव में अधिकतम समूह उपयोगिता या बहुमत नियम को इंगित करता है तो इससे हमारा क्या तात्पर्य है यदि हम व्यंजक पर वापस जाते हैं तो यह मानदंड पर योग है ठीक है तो यह भारित अंकों के योग की तरह है जब हम न्यूनतम मान लेते हैं तो यह सामान्य भाजक या सभी मानदंडों में से सामान्य मूल्य की तरह होता है चूंकि सामान्य मूल्य लिया जा रहा है जो एक तरह से बहुमत के नियम या अधिकतम समूह उपयोगिता को इंगित करता है चूँकि हम Sk का न्यूनतम मान लेते हैं इसलिए इस विशेष समाधान द्वारा कम से कम इतनी समूह उपयोगिता का प्रतिनिधित्व किया जाएगा जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम विकोर में जिस माप का उपयोग करने जा रहे हैं वह वास्तव में सीमा उपायों के रूप में इन Sk और Rk पर आधारित है इसलिए हम बाद में उस वास्तविक माप के बारे में चर्चा करेंगे जिसका उपयोग हम रैंकिंग के लिए VIKOR में करने जा रहे हैं लेकिन ये Sk और Rk वास्तव में उस माप के लिए सीमा शर्तों के रूप में काम करेंगे तो यहां मिंकस्क अधिकतम समूह उपयोगिता को इंगित करता है समूह उपयोगिता का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व जो सभी परिदृश्यों में साझा किया जा रहा है तो यह एक प्रकार का सीमा माप बन जाएगा जिसे आप VIKOR कार्यान्वयन के बारे में जानते हैं फिर minkRk द्वारा प्राप्त समाधान एक प्रतिद्वंद्वी के न्यूनतम व्यक्तिगत अफसोस को इंगित करता है यदि आप वापस जाते हैं कि कैसे आरके को औपचारिक रूप दिया गया था तो हमने इस भारित स्कोर का अधिकतम मूल्य लिया यानी विकल्पों के लिए हमारे पास जो भी मूल्य हैं उनमें से हम उनमें से न्यूनतम लेते हैं तो यह एक तरह से एक प्रतिद्वंद्वी के न्यूनतम व्यक्तिगत अफसोस को इंगित करता है तो यह भी एक सीमा शर्त है ये दो परिदृश्य हैं Skऔर Rk जिनके बारे में हमने बात की और उन्हें VIKOR में उपयोग किए जाने वाले विशेष उपाय में कैसे शामिल किया जाएगा तो हम Sk का मिंक और Rk का मिंक लेते हैं और फिर हम Qk के अंतिम माप में इन दोनों के बीच संतुलन बना रहे होंगे अब इस बिंदु पर हम समझौता समाधान Fc के बारे में भी बात करते हैं तो समझौता समाधान Fc से हमारा क्या तात्पर्य है यह एक व्यवहार्य समाधान है जो आदर्श समाधान F के सबसे निकट है आइए इसे एक ग्राफिक के माध्यम से समझते हैं टॉपसिसमें भी हमने आदर्श और आदर्श विरोधी बिंदुओं के बारे में बात की और हमने आदर्श बिंदु से सबसे कम दूरी और आदर्श विरोधी बिंदु से सबसे दूर की दूरी की तलाश की ताकि किसी विशेष विकल्प को सबसे अच्छा विकल्प बनाया जा सके यहां भी कुछ इसी तरह का ग्राफिक देखा जा सकता है यहां आप देख सकते हैं कि यह हमारा आदर्श बिंदु है एक अंतर जो आप अब तक देख सकते हैं वह यह है कि टॉपसिस की तुलना में हम विकोर के आदर्श बिंदु से तुलना करते हैं इसलिए विकोर के मामले में कोई आदर्श विरोधी बिंदु नहीं है तो यह हमारा आदर्श बिंदु है जिसके बारे में हमने बात की और यह हमारा समझौता समाधान है दो मानदंड हैं एक y अक्ष के अनुदिश f1 है और दूसरा x अक्ष के अनुदिश f2 है और आप शायद सबसे अच्छे मान भी देख सकते हैं इसलिए यदि हम इन दो मानदंडों के साथ एक वक्र लेते हैं तो हम वक्र रेखा पर कहीं भी Fc का पता लगा सकते हैं जो एक तरह से एक व्यवहार्य समाधान का प्रतिनिधित्व करता है जो आदर्श के सबसे करीब है यह एक प्रकार से हमें व्यवहार्य समुच्चय भी देता है और दूसरा भाग अहीन समुच्चय बन जाता है उन सभी बिंदुओं में से जो इस रेखा का हिस्सा हैं वे अवर समुच्चय बन जाते हैं और जैसा कि हमने व्यवहार्य समाधान के बारे में बात की थी आदर्श बिंदु से सबसे कम दूरी होनी चाहिए तो हम वास्तव में विकोर मॉडलिंग में यही करते हैं आइए इस बारे में अधिक विस्तार से बात करते हैं अब हम विकोर के चरणों और Skऔर Rk जैसे विभिन्न मेट्रिक्स पर चर्चा करेंगे हम अंतिम मीट्रिक Qk के बारे में भी बात करेंगे जिसका उपयोग रैंकिंग बनाने के लिए किया जाता है विकोर में पहला कदम सभी मानदंड फ़ंक्शन के लिए सर्वोत्तम और सबसे खराब f मान निर्धारित करना है यह पहला कदम है क्योंकि यदि हम पीछे जाएं और Sk और Rk के गणितीय व्यंजकों को समझें तो सभी विकल्पों के लिए Skऔर Rk मानों की गणना के लिए fj और fj के मान आवश्यक हैं इसलिए बेहतर होगा कि हम यह गणना पहले ही कर लें यदि हम इन दो मानों की गणना करें तभी हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकिSkऔर Rk मान वास्तव में विकल्पों के संबंध में हैं तो पहले चरण में हमें इन मूल्यों की गणना करने की आवश्यकता है अब अगला प्रश्न यह है कि हम किसी विशेष मानदंड के लिए सर्वोत्तम और सबसे खराब का निर्धारण कैसे करते हैं यदि कोई मानदंड फ़ंक्शन एक लाभ का प्रतिनिधित्व करता है तो हमें सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए विकल्पों में अधिकतम करना होगा और सबसे खराब मूल्य प्राप्त करने के लिए न्यूनतम करना होगा हालांकि यदि मानदंड फ़ंक्शन के लिए वरीयता दिशा लागत है तो स्थिति सबसे अच्छे और सबसे खराब एफ मानों को निर्धारित करने के मामले में बदल जाएगी वहां हमें इसका उल्टा करना होगा लागत फ़ंक्शन के मामले में हम सर्वोत्तम स्कोर के लिए मूल्य को कम करना और सबसे खराब मूल्य के लिए अधिकतम करना चाहते हैं यदि लागत अधिक है तो यह सबसे खराब स्थिति का प्रतिनिधित्व करेगा यदि यह निचले हिस्से में है तो यह सबसे अच्छे परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करेगा इसलिए इस बात पर निर्भर करते हुए कि मानदंड लाभ है या लागत हम उसी के अनुसार इसका इलाज करेंगे अब बात करते हैं अगले चरण की एक बार जब हमारे पास ये सबसे अच्छे और सबसे खराब f मान होते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं और इन मानों को Skऔर Rk के व्यंजकों में जोड़ सकते हैं इस प्रकार हम सभी विकल्पों के लिए Skऔर Rk के मानों की गणना करेंगे चूँकि यहाँ k विकल्प के लिए है इसलिए हम सभी विकल्पों के लिए Skऔर Rk मानों की गणना करेंगे अब हम Qk माप के बारे में बात करते हैं यह वह उपाय है जो वास्तव में विकोर में रैंकिंग बनाने या प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है इस माप की गणना Sk और Rk जैसे सभी विकल्पों के लिए की जानी है यहां यदि आप इस माप को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने एक नया पैरामीटर v पेश किया है नया पैरामीटर v अधिकांश मानदंडों की रणनीति का भार है तो यह आम तौर पर रणनीति के वजन का प्रतिनिधित्व करता है चूंकि इस रणनीति के लिए अलग अलग परिदृश्य हो सकते हैं इसलिए वजन तदनुसार निर्धारित किया जा सकता है हालांकि इस पैरामीटर के लिए डिफ़ॉल्ट मान 05 है जो आम सहमति के परिदृश्य को इंगित करता है यदि आप Qk के इन दो भावों को देखें जिन्हें संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है तो वे भी एक भारित स्कोर की तरह दिखते हैं अतः v और के मान एक अर्थ में भार का प्रतिनिधित्व करते हैं फिर हमारे यहाँ दो अनुपात व्यंजक हैं यदि हम अनुपात व्यंजकों को देखें तो एक है Sk S जहाँ S न्यूनतम मिंकस्क है हमने मिंकस्क और मिंकआरके के बारे में बात की जो यहां सबसे अच्छे समाधान का प्रतिनिधित्व करते हैं इन मानों को उपरोक्त व्यंजक में जोड़ा जाना है और फिर हमें Qk के लिए एक अंक प्राप्त होगा तो आप देख सकते हैं कि Sk और Rk सीमा माप हैं जिनका उपयोग Qk मीट्रिक की गणना के लिए किया जाता है जो आगे रैंकिंग का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है यहां हम अधिकतम समूह उपयोगिता और न्यूनतम व्यक्तिगत अफसोस के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं यह वास्तव में इस अभिव्यक्ति में दर्शाया जा रहा है वजन के माध्यम से हम अधिकतम समूह उपयोगिता और न्यूनतम व्यक्तिगत अफसोस के सापेक्ष महत्व को निर्धारित करने में सक्षम हैं अब हम न्यूनतम मान या अन्यथा ले सकते हैं हम S को शून्य और R को शून्य मान सकते हैं एस इसके विपरीत है क्योंकि यह सबसे खराब परिदृश्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है इसी तरह R भी सबसे खराब स्थिति का प्रतिनिधित्व कर रहा है इसलिए यहाँ maxkS और maxkRk मानों को लिया जाना है तो यह सब मीट्रिक Qk के बारे में है अब एक बार जब हमने इन तीन मेट्रिक्स एस आर और क्यू के लिए सभी विकल्पों के मूल्यों की गणना की है तो अगले चरण में हम एस आर और क्यू के इन मूल्यों के आधार पर विकल्पों को सॉर्ट करने जा रहे हैं इस चरण के अंत में हमें तीन रैंकिंग सूचियाँ मिलेंगी और इन तीन रैंकिंग सूचियों का उपयोग करके हम अंततः अपना समझौता समाधान निर्धारित करेंगे एक बार जब यह गणना भाग पूरा हो गया है और हमें सभी विकल्पों के लिए एस आर और क्यू के मान मिल गए हैं तो अगला कदम अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम समझौता समाधान या समझौता रैंकिंग सूची निर्धारित करने के लिए किन नियमों का पालन करते हैं अगले कुछ स्टेप्स में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं अब अगला कदम समझौता समाधान का प्रस्ताव देने के बारे में है समझौता समाधान का प्रस्ताव करने के लिए अनुसरण करने के लिए निम्नलिखित कदम हैं इस विकल्प aʹ को वास्तव में माप Q का उपयोग करके सबसे अच्छी रैंक दी गई है अब सवाल यह उठता है कि हम कैसे निर्धारित करते हैं कि माप Q का उपयोग करके सबसे अच्छा स्कोर क्या है यह न्यूनतम मान Q वाले की पहचान करके निर्धारित किया जा सकता है इसलिए जैसा कि हमने में बात की थी पिछले चरणों में हमें एस आर और क्यू मानों को क्रमबद्ध करके तीन रैंकिंग सूचियां मिलेंगी और इसलिए न्यूनतम मान वाले विकल्पों को खोजना आसान होगा सबसे पहले हम उस सूची पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो Q का उपयोग करके तैयार की गई है इसलिए हम उस सूची को देखेंगे और उस विकल्प की पहचान करेंगे जिसमें न्यूनतम Q मान है जिसे सर्वश्रेष्ठ रैंक माना जा सकता है हालाँकि दो शर्तों को पूरा करना होगा C1 और C2 क्यू सूची में न्यूनतम मूल्य वाले इस विशेष विकल्प को वास्तव में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जा सकता है इससे पहले इन दो शर्तों को संतुष्ट किया जाना चाहिए समझौता समाधान प्रस्तावित करने के लिए वैकल्पिक aʹ पहली शर्त या C1 है यदि Qaʹʹ - Qaʹ ≥ DQ जहां DQ 1 है जहां n विकल्पों की संख्या है यहां विचार करने वाली एक और बात यह है कि न्यूनतम Q मान वाला विकल्प aʹ होगा और दूसरा सर्वोत्तम न्यूनतम मान वाला विकल्प aʹʹ होगा इसलिए इस विशेष अंतर की जाँच की जा रही है ताकि सबसे अच्छे और दूसरे सबसे अच्छे विकल्प के बीच एक स्वीकार्य अंतर हो तभी सर्वोत्तम विकल्प को सूची में सर्वश्रेष्ठ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए यदि पहले और दूसरे स्थान के विकल्प के बीच का अंतर काफी करीब है तो शायद सूची में सबसे अच्छे विकल्प के रूप में पहले स्थान पर रहने वाले विकल्प पर विचार करने की हमारी स्वीकार्यता अधिक नहीं हो सकती है तो यह पहली शर्त है जिसे पूरा किया जाना चाहिए इससे पहले कि हम यह कह सकें कि वैकल्पिक ए वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प है फिर दुसरी शरत भी सन्तुष्ट होनी चाहिए हालाँकि इस बिंदु पर हम इस व्याख्यान में यहीं रुकना चाहेंगे और अगले व्याख्यान में हम इस भाग पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे हम इस बारे में बात करेंगे कि दूसरी शर्त क्या है C2 और क्या होता है यदि इनमें से कोई एक शर्त संतुष्ट नहीं होती है और यह भी कि हम समझौता समाधान कैसे निर्धारित करते हैं तो हम अगले व्याख्यान में इस सब पर चर्चा करेंगे